फॉरवर्ड मार्ग गेन सिगनल फ्लो ग्राफ के इनपुट नोड से आउटपुट नोड को जाते हुए मार्ग को ट्रैवर्स करके प्राप्त लाभ का उत्पाद है और यह सिग्नल प्रवाह की दिशा में है तो यदि आप यह सिगनल फ्लो ग्राफ देखें इस विशेष सिगनल फ्लो ग्राफ के लिए यहां दो फॉरवर्ड मार्ग गेन हैं यह फॉरवर्ड मार्ग क्या है ऐसा मार्ग सीधा मार्ग है जो आप देख सकते हैं जो इनपुट को आउटपुट से जोड़ रहा है उस विशेष फॉरवर्ड मार्ग का गेन 𝐺1𝑠𝐺2𝑠𝐺3𝑠𝐺4𝑠𝐺5𝑠𝐺7𝑠 है तो यह एक सीधा मार्ग है दूसरा मार्ग क्या हो सकता है